यह लैब क्लास नंबर 12 है अब हम दिखाएंगे आप कैसे वास्तविक क्लीनरूम क्लास 1000 स्लैश 10000 दिखता है अब यह विशेष प्रयोगशाला क्लास हैं और हम देखेंगे की क्लीनरूम कैसा दिखता है किस तरह के गीले बेंच हैं जहां केवल एसिड होता है या आप केवल साल्वेंट का उपयोग कर सकते हैं फिर हम बायो सेफ्टी हुड को देखेंगे फिर हम देखेंगे कि लिथोग्राफी कक्ष कैसा दिखता है फिर हम देखेंगे कि किस प्रकार के HEPA फिल्टर हैं और हम इनक्यूबेटर को देख रहे होंगे तो आपके लिए प्रयोगशाला घटक जानना जरूरी है और धीरे धीरे हम आपको यह भी सिखाएंगे कि आप वास्तव में एक इलेक्ट्रॉन बीम स्लैश थर्मल बाष्पीकरण का उपयोग कैसे कर सकते हैं और आपको यह प्रदर्शित करेंगे कि इसका विस्तार से उपयोग कैसे किया जा सकता है हम आपको यह भी दिखाएंगे कि आप PDMS को कांच के साथ जोड़ने के लिए ऑक्सीजन प्लाज्मा सिस्टम का उपयोग कैसे कर सकते हैं इसलिए न केवल वास्तविक या पारंपरिक क्लीनरूम सुविधा के लिए एक्सपोजर देने का खुलासा करें बल्कि यह आपको क्लीनरूम के भीतर के उपकरण भी दिखा रहा है और आप देखेंगे कि प्रयोगशाला के अन्य भाग की तुलना में लिथोग्राफी प्रयोगशाला पीले रंग की होगी इसका कारण यह है कि लिथोग्राफी अनुभाग में हम एक फोटोरेसिस्ट का उपयोग करेंगे और फोटोरेसिस्ट UV प्रकाश के प्रति संवेदनशील है तो ट्यूब लाइट फोटोरेसिस्ट को बेनकाब करेंगे और इससे बचने के लिए हम पीले रंग की रोशनी का उपयोग करेंगे यदि आपने पुरानी फिल्मों में देखा है तो लाल रोशनी वाला कमरा है और फोटोग्राफर नेगेटिव को उजागर करने या ठीक करने के लिए उपयोग करते थे तो लाल रंग की रोशनी क्यों थी क्योंकि फोटो सेंसिटिव सामग्री जिसका उपयोग फोटोग्राफ को कैप्चर करने या विकसित करने के लिए किया गया था UV के संपर्क में नहीं आना चाहिए तो समान अवधारणा लेकिन अब हम सूक्ष्म स्तर या नैनो स्तर पर उपयोग कर रहे हैं और इसलिए हमें पीले कमरे का उपयोग करना पड़ा तो हम आपको लगभग आधे घंटे में दिखाएंगे आप यू टूब वीडियो भी देख सकते हैं आप लोग सेंसर बनाने में शामिल फेब्रिकेशन तकनीक सेंसर और एक्ट्यूएटर के बीच क्या अंतर है जानते हैं इन्हें दिलचस्प सिस्टम बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के साथ कैसे जोड़ा जाता है जिसका उपयोग वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के लिए किया जा सकता है इसका उपयोग करके जैविक अनुप्रयोगों को कैसे लागू किया जा सकता है और इस तरह के जीवंत होने दें जिस तरह से सेंसर और एक्चुएटर वास्तविक दुनिया के साथ बातचीत करते हैं इस मॉड्यूल में हम सेंसर और एक्चुएटर का एक बहुत ही मुख्य पहलू देखने जा रहे हैं जो सेंसर का निर्माण है अब सेंसर निर्माण के लिए जैसा कि आप अब तक समझ चुके होंगे कि फैब्रिकेटेड सेंसर को संदूषण से बचने के लिए एक बहुत ही स्वच्छ वातावरण होना बहुत महत्वपूर्ण है इसके लिए लोग दुनिया भर में सभी निर्माण सुविधाओं में क्लीनरूम का उपयोग करते हैं 5 माइक्रोन प्रति क्यूबिक फीट से अधिक आकार के कणों की संख्या के आधार पर क्लीनरूम को वर्गीकृत किया जाता है इसलिए यदि वह संख्या 1 से कम है तो उसे कक्षा एक क्लीन रूम कहा जाता है यदि वह संख्या 10000 से कम है तो उसे कक्षा 10000 क्लीन रूम कहा जाता है भारत में ज्यादातर समय हमारे पास कक्षा 1000 क्लीन रूम या कक्षा 10000 क्लीन रूम होते हैं इंटेल TSMC ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसी बड़ी कंपनियों के लिए उनके पास क्लास वन क्लीनरूम भी हैं जहां वे हाई एंड प्रोसेसर चिप्स बनाते हैं क्योंकि आप सभी इंटेल कोर I7 I5 I3 के बारे में जानते होंगे और ये सभी चिपसेट हैं जो गड़े हुए हैं इस तरह की सुविधाओं से और इसमें शामिल प्रक्रिया की गंभीरता के आधार पर वे एक क्लास वन क्लीनरूम का भी उपयोग कर सकते हैं आज हम एक ऐसा क्लीनरूम देख रहे हैं जो यहां IISC में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग विभाग में विकसित किया जा रहा है तो इस मॉड्यूल के हिस्से के रूप में मैं आपको यह दिखाऊंगा कि कुल मिलाकर एक क्लीनरूम कैसा दिखता है ऐसे क्लीनरूम में जाने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है जो अंततः आपके द्वारा कवर किए गए सेंसर को ठीक कर देगा इसलिए जैसे ही आप इसमें प्रवेश करते हैं इसे आप गवर्निंग क्षेत्र या प्रवेश क्षेत्र को क्लीनरूम कहते हैं तो यहाँ इस अलमारी में जो साफ सुथरे गाउन को रखने के लिए उपयोग किया जाता है तो अभी मैं जो पहन रहा हूं वह सिर्फ एक लैब कोट है जिसमें हेड मास्क फेस मास्क और दस्ताने हैं अब हमने क्लीनरूम का संचालन नहीं किया है और हमने क्लीनरूम की क्लास को पूरी तरह से मेंटेन नहीं किया है तो इस कारण से अभी इस तरह से क्लीनरूम में जाना है लेकिन एक बार यह पूरी तरह से चालू हो जाने के बाद हम ऐसा कर रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि कैसे छोटी चीजें एक अच्छी प्रतिष्ठान बनाने के लिए मिलकर बनती हैं इसलिए जैसे ही आप क्लीनरूम में प्रवेश करेंगे इस अलमारी में गाउन रखे जाएंगे तो यहाँ प्रदर्शन यह एक और अलमारी की तरह है लेकिन सिर्फ इतना है कि सामग्री और सब कुछ एक स्वच्छ वातावरण के लिए बनाया गया है तो आप यहां गाउन रख सकते हैं और इसके बगल में हेड मास्क फेस मास्क जैसी अन्य चीजें भी रखी जाएंगी तो यह गाउनिंग क्षेत्र है तो यदि आप देख सकते हैं तो यह एक अलगाव है जो कि गाउन वाले व्यक्ति को अनजान व्यक्ति से अलग करता है तो प्रोटोकॉल यह है कि आप क्षेत्र में प्रवेश करते हैं पहले आप अपना सिर का मास्क चेहरे का मास्क दस्ताने डालेंगे और फिर आप साफ सुथरे जूते डाल देंगे और इस अलगाव में आ जाएंगे और फिर आप दस्ताने पहनने के लिए चुन या नहीं चुन सकते हैं लेकिन आपके इसमें आने से पहले सिर और चेहरे पर मास्क अनिवार्य है फिर आप अंदर आएं आप अपने क्लीनरूम गाउन को यहां से ले जाएं और इसे पहन लें फिर आप क्लीनरूम में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं तो हमने यहां परिसंचरण को बंद कर दिया है इससे बहुत अधिक ध्वनि पैदा होगी कि संचलन वह है जो सफाई कक्ष में कणों की संख्या को रखता है फिर यह वह द्वार है जिससे हम प्रवेश करेंगे तो एक बार जब आप तैयार हो जाते हैं तो आप इस तरह अंदर जा सकते हैं ऐसा बहुत कम होता है कि आप बिना कुछ लिए एक साफ सुथरे कमरे के अंदर जाएंगे या तो आपके पास नमूने होंगे या आपके पास कुछ लिखने के लिए नोटबुक होगी यहां दो चीजें हैं एक नमूना है जिसे आप ले जाते हैं आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वैज्ञानिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति के रूप में यह आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि यह सुनिश्चित करें कि आपके नमूने उस सफाई कक्ष की स्वच्छता आवश्यकताओं को पूरा करते हैं जहां इसे ले जाया जाता है इसलिए आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके नमूने को अच्छी तरह से साफ किया गया है इसमें कोई दूषित कण नहीं होना चाहिए कोई धूल कण नहीं होना चाहिए अब नोटबुक के बारे में क्लीनरूम में आमतौर पर विशेष प्रकार के पेपर और नोटबुक का उपयोग किया जाता है उन्हें क्लीनरूम नोटबुक कहा जाता है तो क्लीनरूम नोटबुक और आपको जेल पेन का उपयोग नहीं करना चाहिए आमतौर पर आपको उस नोटबुक पर लिखने के लिए बॉल पेन का उपयोग करना चाहिए क्योंकि जेल पेन भी उपकरणों में संदूषण जोड़ते हैं वे हवा में प्रवेश करेंगे और संदूषण का कारण बनेंगे केवल बॉल पेन और क्लीनरूम नोटबुक की अनुमति नहीं है तो अब मुद्दा यह है कि आप अपने डिवाइस और क्लीनरूम नोटबुक को लेकर इस तरह से क्लीनरूम में प्रवेश नहीं कर सकते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि क्लीनरूम के अंदर और बाहर के बीच एक उचित अलगाव होना चाहिए हम नहीं जानते कि आपके द्वारा लाए गए सामान में कौन सा विदेशी कण हो सकता है तो उसके लिए हमारे पास एक पृथक्करण कक्ष है उसके पास थ्रू चैंबर कहा जाता है जिसे हम शीघ्र ही देखेंगे अब आप पास थ्रू चैंबर को देख सकते हैं तो यह वह जगह है जहाँ ऐसा होता है कि आप उन वस्तुओं को रखते हैं जिन्हें आप लाना चाहते हैं तो आप बटन दबाते हैं और दरवाजा खोलते हैं और फिर आप अपनी चीजें अंदर रख सकते हैं और फिर आप दरवाजा बंद कर सकते हैं तो बात यह है कि आप देख सकते हैं कि यह आसान है यह सिर्फ एक दरवाजा है आप इसके लिए इतना परिष्कार क्यों चाहते हैं तो इसके पीछे का विचार यह है कि इस दरवाजे के दूसरी तरफ एक दरवाजा है दूसरी तरफ उचित साफ सुथरा वातावरण है इस दरवाजे की सुरक्षा है कि इसे एक समय में केवल एक तरफ से खोला जा सकता है तो जिस क्षण आप इस कुंजी को दबाते हैं और उसे खोलते हैं दूसरी तरफ लॉक हो जाता है तो आप अपना आइटम अंदर रखते हैं फिर आप उसे बंद करते हैं उसके बाद ही आप उसे वहां खोल सकते हैं तो इस तरह अगर यह एक सामान्य अलमारी है अगर ये दोनों दरवाजे दोनों तरफ खोले जाते हैं तो प्रवेश द्वार से धूल बस अंदर चली जाएगी तो यह उसके लिए सुरक्षा है इसलिए इसे स्टैटिक पास थ्रू चैंबर कहा जाता है जो कि सफाई कक्ष में प्रवेश करने वाले संदूषण को कम करेगा तो ये ऐसी चीजें हैं जो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप नहीं देख सकते हैं जिनके बारे में आपने नहीं सुना होगा ये भी एक निर्माण प्रक्रिया का एक हिस्सा हैं हो सकता है कि आप बहुत ही नवीन संरचनाएं बना रहे हों लेकिन फिर यदि आप इसे उस सफाई या उस फिनिश के साथ नहीं बना सकते हैं तो यह सेंसर का उपयोग करने के लिए उपयोगी नहीं होगा इसलिए हम हर छोटी छोटी बातों से गुजर रहे हैं आप एक जिम्मेदार वैज्ञानिक के रूप में भी काम करते हैं यह एक साझा सुविधा की तरह है यह आपकी अपनी संपत्ति नहीं है आप अपना काम करने के लिए आ रहे हैं लेकिन जब आप अपना काम करते हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप दूसरों को प्रभावित नहीं करते हैं इसलिए ये प्रोटोकॉल और तंत्र दुनिया भर में मौजूद हैं हम अब क्लीनरूम में प्रवेश कर चुके हैं यह क्लीनरूम कुछ खास है यह अन्य क्लीनरूम की तुलना में थोड़ा अनोखा है क्योंकि इस क्लीनरूम में हमारे पास एक बायोलॉजी सेक्शन भी है जिसका उपयोग आप तुरंत सेंसर का परीक्षण करने के लिए करते हैं जिसे हमने जैविक नमूने के साथ बनाया है तो एक मुख्य कमरा है जहां मुख्य क्षेत्र है वहां एक बायो सेक्शन है और पीली रोशनी वाला एक लिथो रूम है ये तीन मुख्य क्षेत्र है तो लिथो रूम ऑप्टिकल लिथोग्राफी के लिए है जहां लिथो मशीन या मास्क एलाइनर मशीन रखी गई है और यह कमरा वह जगह है जहां हम अन्य प्रक्रियाएं करते हैं जब हम अन्य प्रक्रियाओं पर आते हैं तो मुझे आपको यह बताने की आवश्यकता होती है कि आप कितने सरल तरीके से सूक्ष्म निर्माण को देख सकते हैं माइक्रो फैब्रिकेशन को मूल रूप से तीन प्रक्रियाओं में तोड़ा जा सकता है एक अतिरिक्त कदम है जहां आप सामग्री जमा करते हैं चाहे वह धातु इंसुलेटर हो अगला दूसरा चरण एक पैटर्निंग चरण है जहां आप इस जमा सामग्री पर किसी प्रकार का पैटर्न बनाते हैं या छापते हैं जो बदले में एक सब्सट्रेट पर होता है जो पैटर्निंग करता है तीसरा है रिमूवल स्टेप या एचिंग स्टेप जहाँ आप बिना पैटर्न वाले या पैटर्न को हटाते हैं जो कि फोटोरेसिस्ट पर निर्भर करता है कि आपने सब्सट्रेट से सामग्री का उपयोग किया है तो सूक्ष्म निर्माण में ये मुख्य तीन प्रक्रियाएं हैं लेकिन इनमें से प्रत्येक प्रक्रिया के लिए आप विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते हैं इसके अलावा जो सामग्री का जमाव है आप स्पटरिंग स्पटर डिपोजिशन कर सकते हैं आप ई बीम वाष्पीकरण या ई बीम डिपोजिशन कर सकते हैं आप थर्मल वाष्पीकरण कर सकते हैं तो ये सामग्री जमा करने की विभिन्न तकनीकें हैं रासायनिक वाष्प जमाव भौतिक वाष्प जमाव एंड्राइड है इस मुख्य क्षेत्र में हमारे पास ई बीम बाष्पीकरण और थर्मल बाष्पीकरण प्रणाली होगी और यह अतिरिक्त प्रक्रिया का अतिरिक्त हिस्सा है और आप गीले बेंच देख सकते हैं जो पैटर्न सब्सट्रेट के फिट एचिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं ये दो मुख्य उपकरण या प्रणालियाँ हैं जो इस मुख्य खाड़ी में हैं इसलिए जैसा कि मैंने आपको बताया है कि गीली एचिंग और सफाई प्रक्रियाओं के लिए गीली बेंच इस मुख्य कमरे में होती हैं तो ये दो गीली बेंच हैं जो हमारे पास एसिड ओनली बेंच हैं जैसा कि आप वेट बेंच पर लिखा हुआ देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि गीली बेंचें लिखी जाती हैं यह एक गीली बेंच है और यह सॉल्वैंट्स केवल बेंच है सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार एसिड और सॉल्वैंट्स को कभी भी एक दूसरे के संपर्क में नहीं आना चाहिए क्योंकि यह खतरनाक है इसलिए हमारे पास एसिड और सॉल्वैंट्स के लिए अलग अलग बेंच हैं तो अब इन बेंचों में क्या होता है इन बेंचों को मुख्य रूप से दो चीजों के लिए उपयोग किया जाता है जब आप एक सब्सट्रेट लेते हैं जो वेफर बनाते हैं तो वेफर सफाई होती है जब आप वेफर लेते हैं जो डिवाइस निर्माण के लिए पहला सब्सट्रेट होता है इसलिए उपयोग करने से पहले उस वेफर को पहले अच्छी तरह से साफ करना होगा सफाई के विभिन्न प्रकार हैं जो पिरान्हा सफाई RCA सफाई RCA 1 RCA 2 है तो ये मानक सफाई प्रक्रियाएं हैं जिन्हें आमतौर पर किया जाता है उनके अपने स्वयं के निश्चित एकाग्रता अनुपात हैं जिन्हें कवर किया जाएगा इसलिए एसिड बेंच और सॉल्वेंट बेंच को अलग करना होगा एक उपयोग सब्सट्रेट की सफाई है जो वेफर है वेफर सिलिकॉन वेफर हो सकता है इन्सुलेटर वेफर पर सिलिकॉन ग्लास वेफर यह बहुत अलग वेफर्स हो सकते है यह गैलियम नाइट्राइड वेफर भी हो सकता है ये विभिन्न प्रकार के वेफर्स हैं अब सफाई एक चीज है और दूसरी चीज एचिंग है मान लीजिए कि आपने अपने सब्सट्रेट के ऊपर सोना जमा किया है तो आपने इसे लिथोग्राफी में पैटर्न दिया है एक पैटर्न बना था और फिर आप पैटर्न को बाहर निकालना चाहते हैं तो लिथोग्राफी केवल पैटर्न बनाती है यह उस सामग्री को नहीं हटाती है जहां से पैटर्न नहीं बनता है आप उस वेफर को यहां लाते हैं फिर आप सोना खोदते हैं तो सोने की एचिंग सोने और क्रोम जैसे मानक एचिंग हैं और सोना जमा नहीं किया जाएगा क्योंकि सोने को क्रोम सोने के रूप में जमा किया जाएगा पहले क्रोम की एक पतली परत मान लें कि उसके ऊपर 30 नैनोमीटर क्रोम जमा किया जाएगा उसके ऊपर सोने की आपकी आवश्यक मोटाई जो आमतौर पर लगभग 200 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर सोना होती है आपके सब्सट्रेट पर जमा हो जाएगी क्रोम क्यों जमा किया जाता है यह स्टिकशन या सब्सट्रेट पर सोने के बेहतर जोड़ के लिए है अकेले सोना आपके सब्सट्रेट पर ठीक से नहीं टिकेगा इसलिए क्रोम गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है अब जब हमने सब्सट्रेट पर क्रोम गोल्ड का इस्तेमाल किया है तो आपने इसे पैटर्न दिया है आपको सोने और क्रोम को हटाने की जरूरत है जहां से पैटर्न नहीं बना है तो पहले आप सोना हटा दें क्योंकि क्रोम नीचे है सोना हटा दें जो आमतौर पर पोटेशियम आयोडाइड KI होता है और आप क्रोम के साथ क्रोम को हटा देते हैं तो इन दोनों को यहां रखा जाएगा इसी तरह अलग अलग चीजों के लिए हैं या आप एक लिफ्ट ऑफ प्रक्रिया का भी उपयोग कर सकते हैं जिसमें किसी विशिष्ट सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है लेकिन केवल एसीटोन और IPA की आवश्यकता होती है जो फोटोरेसिस्ट को हटा देता है अलग से एक लिफ्ट ऑफ प्रक्रिया है जिसे कवर किया जाएगा तो लिफ्ट ऑफ प्रक्रियाओं के लिए या एचिंग के लिए भी इन बेंचों का उपयोग किया जा सकता है और आप समझ गए हैं कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड एचिंग के लिए एसिड क्यों कहते हैं कि आप HF का उपयोग करते हैं तो बफर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का उपयोग वेफर की सफाई के लिए भी किया जाता है जिसमें बहुत सी चीजें होती हैं इसलिए आप सिलिकॉन वेफर लेते हैं उसके ऊपर ऑक्साइड की एक छोटी परत होगी मान लीजिए कि आप उस उपयोग किये हुए HF को हटाना चाहते हैं HF संभालने के लिए एक अत्यधिक खतरनाक रसायन है तो HF का उपयोग करने के लिए विशिष्ट ऑपरेशन प्रोटोकॉल हैं तो HF एक हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है तो वह यहाँ संग्रहीत किया जाएगा तो इन एसिड को नीचे इन क्षेत्रों में संग्रहीत किया जाएगा जिन पर लेबल लगाया जाएगा तो आपने इसे नहीं देखा होगा लेकिन नीचे एक कंटेनर है जहां एसिड जमा होगा तो रसायनों को बेंच के नीचे ही स्टोर किया जाएगा और यह बेंच अभी चालू नहीं है आप रसायनों को तरीके से संभाल रहे हैं इसलिए जब आप कई रसायनों को जोड़ते हैं तो रसायन प्रतिक्रिया करने में धुआ भी हो सकता हैं जल वाष्प अधिक हो सकता है इसलिए आपको सावधान रहना होगा कि आपको इस बेंच पर काम करने के लिए फेस शील्ड और लैपल और सब कुछ पहनने की जरूरत है PPE क्या है व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण इन बेंचों के साथ काम करने से पहले आपको व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनने की जरूरत है अब जब आप इस बेंच के साथ काम करेंगे तो धुंआ बन सकता है तो ये बेंच एक इनबिल्ट HEPA फिल्टर या एक फिल्टर के साथ आते हैं जो उच्च दबाव में हवा को सोख लेता है ताकि अंदर छोटा उच्च दबाव बना रहे ताकि धुंआ अंदर चले जाए तो यह इस तरफ से नहीं बचता ताकि अगर आप इस तरह से काम कर रहे हैं तो धुंआ उसी तरफ जाता है और इस तरह नहीं आता है तो प्रकाश के लिए स्विच है आप देख सकते हैं कि प्रकाश आ गया है और अगला बटन फ़िल्टर पर स्विच हो जाएगा जब मैं फ़िल्टर चालू करता हूँ तो आपको फ़िल्टर चालू होने पर ध्वनि सुनाई देगी यह फिल्टर के चालू होने की आवाज है हमारे पास एक मीटर भी है जो कि इस बेंच के ऊपर एक मीटर है जो 0 दबाव से शुरू होता है और जैसे ही फिल्टर काम करना शुरू करता है और स्थिर बिंदु तक पहुंचता है यह फिर से उच्च दबाव में जाता है और वहां स्थिर हो जाता है वह बदलाव हम भी जल्द देखेंगे तो इस तरह से गीली बेंच फिल्टर काम करता है तो अब जब आपको काम करना होता है तो आप कांच की रोशनी को केवल तब तक उठाते हैं जब आपको शायद उतनी ही आवश्यकता हो और डिस्कार्ड के लिए आउटलेट हों और ये छेद वहां हों जिसके माध्यम से सारा तरल उसमें जाएगा आइए देखें कि मीटर कैसे काम करता है तो आप यहां मीटर देख सकते हैं अभी यह 0 स्थिति में है इसलिए मैं फिल्टर को चालू करने जा रहा हूं और जैसे ही मैं फिल्टर पर स्विच करता हूं आप देख सकते हैं कि गुलाबी या नारंगी संकेतक बदल जाएगा तो यह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है पानी के मिलीमीटर में दाब है यह चल रहा है और यह लगभग 98 पर स्थिर हो जाता है तो इस तरह यह काम करता है तो इससे पता चलता है कि अंदर एक सकारात्मक दबाव है और गीली बेंच चालू है इस तरह आप गीली बेंच का इस्तेमाल करते हैं और अब हमने देखा है तो यह एक मॉड्यूल HEPA फिल्टर मॉड्यूल है जो ओवरहेड फ़िल्टर मॉड्यूल के अलावा है जो इस कमरे के स्वच्छ वातावरण को बनाए रखने के लिए हैं हवा की गुणवत्ता को ठीक बनाए रखने के लिए हमारे पास इस पूरे कमरे में एक अलग फिल्टर मॉड्यूल भी हैं इसलिए मैंने पावर से जोड़ लिया है तो यह एक फिल्टर है जिसके अंदर फ़िल्टरिंग तंत्र है इसके अंदर एक बहुत ही परिष्कृत उपकरण है जिसे पूरी तरह से बनाए रखने की आवश्यकता है इसलिए अगर मैं स्विच ऑन करता हूं तो आपको फिल्टर चालू होने की आवाज सुनाई देगी जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह बहुत अधिक ध्वनि पैदा कर रहा है इसलिए मैं इसे अभी बंद कर रहा हूं इसलिए हम वर्तमान में बंद चीजों के साथ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ताकि आप मुझे ठीक से सुन सकें कल्पना करें कि इनमें से लगभग 10 समानांतर रूप से चालू है अर्थात ध्वनि होगी तो यह HEPA फ़िल्टर है HEPA फिल्टर क्या है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर HEPA फिल्टर अब हमने HEPA फिल्टर देखा है हम बायोलॉजी सेक्शन में जाएंगे जो मैंने आपको इस क्लीनरूम से पहले बताया था तो हम जीव विज्ञान अनुभाग के अंदर जाएंगे हमने क्लीनरूम के भीतर जैविक अनुभाग में प्रवेश किया है मुख्य उपकरण जो इस तरह के जीव विज्ञान खंड में होंगे आमतौर पर कोशिकाओं को विकसित करने और कोशिकाओं को बनाए रखने के लिए एक इनक्यूबेटर और एक हुड होगा क्या अच्छा जैव सुरक्षा हुड जैव सुरक्षा कैबिनेट है जो कोशिकाओं के टिश्यू के प्रसंस्करण के लिए उपयोग किया जाता है आप पहले से ही विस्तार से कवर कर चुके हैं कि एक जैव सुरक्षा कैबिनेट आम तौर पर कैसे काम करता है और आपने दूसरी प्रयोगशाला में एक जैव सुरक्षा कैबिनेट देखा है यह एक और जैव सुरक्षा कैबिनेट है ऑपरेटिंग सिद्धांत सब कुछ समान है इससे पहले कि यूवी प्रकाश पर स्विच करने की आवश्यकता है मैं अब यूवी लाइट चालू कर रहा हूं तो यूवी प्रकाश यह आपके द्वारा उपयोग करने से पहले किया गया था आपको यूवी प्रकाश पर स्विच करना होगा और इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना होगा ताकि सभी बैक्टीरिया को स्टरलाइज़ और मारा जा सके एक बार काम शुरू कर लेते हैं तो आप यूवी लाइट को बंद कर देते हैं आप यूवी लाइट के अंदर काम नहीं कर सकते क्योंकि यह कार्सिनोजेनिक है तो आप लाइट को स्विच ऑन करते हैं तो आप अंदर देख सकते हैं कि ये वेंट हैं जो हवा के संचलन के लिए हैं क्या होता है कि हवा में चूसा जाता है और इस शीर्ष फ़िल्टर के माध्यम से फिर से एक और HEPA फिल्टर होता है तो मैं हवा पर शुरू कर रहा हूँ आप हवा को परिचालित होते हुए देख सकते हैं इसलिए अगर मैं इसे ऊपर उठाता हूं तो आप इसे देख सकते हैं तो यह वास्तव में परिसंचरण है जो अंदर से चूस रहा है अब आपको हवा के साथ काम करना है और आप यहां निशान देख सकते हैं मुझे लगता है कि आप पहले से ही कवर कर चुके हैं यह गिलास हमेशा इस निशान के नीचे होना चाहिए आप देख सकते हैं कि रोशनी अंदर हैं अब कैसे काम करें मैं आपसे इस उपकरण में मौजूद सुरक्षा के बारे में भी बात करूंगा मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा है कि मुझे हवा पर स्विच करने दें मैंने आपको बताया है कि उपयोग करने से पहले यूवी को सही होना चाहिए और काम शुरू करने से पहले आपको इसे बंद करना होगा तो प्रकाश चालू है यूवी प्रकाश बंद है फिल्टर चालू है क्योंकि आप ध्वनि सुन सकते हैं तो आप यह जानने के लिए तैयार हैं कि आप कैसे काम करेंगे आपको इसे कम से कम उठाना होगा जिसके लिए आपको अपने हाथ अंदर डालने हैं और न्यूनतम गति के साथ आपको उन सभी उपकरणों और नमूनों को संचालित करना होगा जो अंदर हैं इस तरह आपको काम करना चाहिए और एक बार जब यह खत्म हो जाए तो आपको अपने हाथों को इथेनॉल से पोंछना होगा जो एक कीटाणुनाशक है और फिर हुड को बंद कर दें और लाइट और पंखे को बंद कर दें तो अब मैंने आपको प्रकाश दिखाया है ताकि यह आपके लिए दृश्यमान हो तो टिश्यू कोशिकाओं के प्रसंस्करण के लिए एक सुरक्षा कैबिनेट द्वारा हुड कैसे काम करता है और हम एक सफाई कक्ष के अंदर ऐसी सुविधा क्यों रखते हैं जब हम सेंसर बनाते हैं तो हम यहां प्रारंभिक परीक्षण कर सकते हैं यह इस लैब के बारे में बहुत ही अनोखी बात है क्योंकि दुनिया भर के अधिकांश क्लीनरूम में सख्त प्रोटोकॉल हैं लेकिन उनका उपयोग VLSI फैब्रिकेशन के लिए किया जाता है जिस पर हम काम करते हैं वह मेम्स फैब्रिकेशन है और सेंसर और एक्चुएटर फैब्रिकेशन जहां हमें अक्सर जैविक नमूनों परिक्षण से निपटना पड़ता है तो मेम्स फैब्रिकेशन और VLSI फैब्रिकेशन दो अलग अलग धाराएं हैं हालांकि इसमें शामिल प्रक्रियाएं समान हैं इसलिए VLSI को अक्सर जैविक नमूनों के साथ इंटरफेस नहीं करना पड़ता है लेकिन मेम्स डिवाइस लगातार इंटरैक्ट करते हैं इसलिए एक ऐसी सुविधा होनी चाहिए जहां हम अपने गढ़े हुए सेंसर को सबसे स्वच्छ वातावरण में जल्दी से परीक्षण कर सकें और प्रारंभिक परीक्षण कर सकें फिर आप इसे बाहर ले जा सकते हैं और अन्य प्रयोगशालाओं में इसका परीक्षण कर सकते हैं क्योंकि अंत में इसका उपयोग सामान्य सेटिंग में किया जाता है लेकिन फिर आपको अपने सेंसर को चिह्नित करने के लिए कुछ की आवश्यकता है आपको इसे उस वातावरण में परीक्षण करने की आवश्यकता है जहां इसे बनाया गया था हमने इस तरह का एक जैविक खंड बनाया है आगे हम येलो रूम देखेंगे और यहां क्लीनरूम के बायोलॉजी सेक्शन को देखा है इसके बाद यदि आप क्लीनरूम में देख सकते हैं जो कि एक पीला कमरा है हम पीले कमरे का उपयोग क्यों कर रहे हैं इस पीले कमरे का उपयोग ऑप्टिकल लिथोग्राफी के लिए किया जाता है आप देख सकते हैं कि हमारे अंदर जाने से पहले कांच के अंदर एक पीली रोशनी है इसकी आवश्यकता क्यों है तो ऑप्टिकल लिथोग्राफी वह है जो हम पैटर्न को करने के लिए करते हैं मैंने आपको बताया है कि ऑप्टिकल लिथोग्राफी मूल रूप से फोटोरेसिस्ट नामक सामग्री का उपयोग करके किया जाता है जो एक प्रकाश संवेदनशील सामग्री है जो जमा सामग्री के ऊपर लेपित होती है प्रकाश संवेदनशील सामग्री को स्पिन लेपित किया जाता है और फिर कठोर किया जाता है और फिर पराबैंगनी प्रकाश के संपर्क में लाया जाता है प्रकाश संवेदनशील सामग्री पराबैंगनी प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है और पराबैंगनी प्रकाश के प्रभाव में यह इस बात पर निर्भर करती है कि मास्क कहाँ खुला है या नहीं मास्क के माध्यम से पराबैंगनी प्रकाश फोटोरेसिस्ट पर गिरेगा तो फोटोरेसिस्ट के कुछ हिस्से पराबैंगनी प्रकाश के संपर्क में आ जाएंगे कुछ हिस्से नहीं इसलिए जब हम मास्क और यूवी प्रकाश स्रोत का उपयोग करने से पहले कोट स्पिन करते हैं तो आपको फोटोरेसिस्ट प्रकाश को संभालने में सक्षम होना चाहिए तो ऐसे माहौल के लिए हमें क्या चाहिए हमें पराबैंगनी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है क्योंकि फोटोरेसिस्ट को कंबल प्राप्त होगा जो उजागर हो जाएगा उसके लिए हम पीली रोशनी का उपयोग करते हैं जो फोटोरेसिस्ट को प्रभावित नहीं करता है तो आप फोटोरेसिस्ट को पीली रोशनी वाले वातावरण में उपयोग करते हैं फिर आप इसे लिथोग्राफी मशीन में ले जाते हैं जिसे आमतौर पर मास्क एलाइनर कहा जाता है और फिर आप यूवी लाइट में उजागर करते हैं इसके बाद हम जल्दी से अंदर जाएंगे हम अभी अंदर पीला कमरा देखेंगे आप देख सकते हैं कि सब कुछ पीला है पीली बत्ती मुझ पर पड़ रही है मैं पीले कमरे के अंदर बैठा हूं लेकिन आम तौर पर तीन मुख्य उपकरण क्या हैं जो किसी भी पीले कमरे में होंगे कमरे में मुख्य आदमी मास्क संरेखक प्रणाली है जो लिथोग्राफी मशीन है जिसमें मास्क प्लेट में डालने के लिए वेफर एक पोर्ट और फिर यूवी प्रकाश स्रोत और लेजर स्रोत इनपुट करने के लिए एक पोर्ट होगा मास्क के माध्यम से वेफर को बेनकाब करने के लिए जो कि मास्क एलाइनर सिस्टम है वह क्या करता है यह मास्क को वेफर या सब्सट्रेट के साथ संरेखित करता है और फिर इसे ठीक से उजागर करता है लेकिन ऐसा करने से पहले हमें फोटोरेसिस्ट को राइट कोट करना होगा तो आप एक स्पिन कोटर मशीन का उपयोग करेंगे जो 4000 RPMs 5000 RPM 6000 RPM जैसे अद्वितीय फिक्स्ड RPM पर घूमती है और फिर आप अपने सब्सट्रेट पर फोटोरेसिस्ट डालने के बाद स्पिन कोट करते हैं और फिर आप स्पिन कोटर पर स्विच करते हैं आपके सब्सट्रेट पर फोटोरेसिस्ट को घुमाएगा और समान रूप से फैलाएगा तो स्पिन कोटर की आवश्यकता होती है फिर आपको स्पिन कोटर के साथ काम करने की आवश्यकता होती है आपको पैथोलॉजी वर्कस्टेशन की आवश्यकता होती है यह बिल्कुल उस हुड की तरह है जिसे हमने देखा लेकिन वह उतना परिष्कृत नहीं होगा इसमें बेसिक प्रोटेक्शन और फ्यूम हुड होगा तो फर्श के कपड़े और उनमें से सभी में अद्वितीय गंध होती है और कई बार कई रसायन थोड़ा कैंसरजन्य होते हैं इसलिए धुएं में आपको सांस नहीं लेनी चाहिए तो इसमें अनावश्यक धुएं को बाहर निकालने के लिए एक धुआं हुड होगा जो कि अंदर गठित हैं इसलिए फोम फ्यूम हुड के अंदर फोटोरेसिस्ट सामग्री और अन्य सामग्रियों के साथ काम करने की हमेशा सलाह दी जाती है आप उसी तरह खड़े होते हैं जैसे हमने फ्यूम हुड के अंदर खड़े होने से पहले देखा था और फिर उसके साथ काम करते हैं ताकि धुंआ अंदर चले जाए और आप पर ज्यादा असर न पड़े तो यह आवश्यक है तो आप धुआं हुड का उपयोग करते हैं जिसे आप फोटोरेसिस्ट लगाते हैं आप वेफर लेते हैं जिसमें फोटोरेसिस्ट ड्रॉप होता है आप इसे स्पिन कोटर पर डालते हैं और फिर फोटोरेसिस्ट को छोड़ते हैं स्पिन कोटर पर स्विच करते हैं यह समान रूप से जमा होगा सब्सट्रेट पर फोटोरेसिस्ट तब आप इसे बाहर निकालते हैं आपको फोटोरेसिस्ट कोटिंग करने से पहले और बाद में बहुत सारे हीट ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं तो मान लीजिए कि आप वेफर लाते हैं जिसकी आपको सबसे पहले जरूरत है इसे निर्जलित करने के लिए ताकि आपके सब्सट्रेट पर पानी के कण या पानी के अणु न हों तो सबसे पहले आप वेफ़र को गरम प्लेट में रख लीजिये तो प्रक्रिया पैरामीटर के आधार पर 130 डिग्री 120 डिग्री की तरह होगा इसमें डिहाइड्रेशन होगा जिसे डिहाइड्रेशन बेक कहा जाता है फिर आप इसे स्पिन कोटर पर रखते हैं आप फोटोरेसिस्ट लगाते हैं और फिर आप इसे स्पिन करते हैं फिर आप इसे फिर से 1 से 4 मिनट के लिए गर्म करते हैं इसे प्री एक्सपोजर बेक कहा जाता है क्योंकि इससे पहले कि आप बेनकाब करें तो एक छोटा सा बेक होगा जिसे फोटोरेसिस्ट का बेकिंग कहा जाता है फिर आप इसे मास्क एलाइनर सिस्टम में ले जाते हैं आप इसे संरेखित करते हैं उसे यूवी के संपर्क में लाते हैं और इसे बाहर निकालते हैं और फिर आपको इसे विकसित करना होता है तो विकास पुराने दिनों की तरह ही है जिसका उपयोग आप लोग ठीक से फोटो फिल्म विकसित करने के लिए करते हैं यह ऐसे ही होता है तब यूवी प्रकाश फोटो सामग्री पर पड़ता है जहां प्रकाश सामग्री पर पड़ता है अन्य भागों में सामग्री बदल जाती है रासायनिक संपत्ति बदल जाती है अन्य भागों में यह नहीं रहेगा यह वही रहेगा इसलिए जब आप फोटोरेसिस्ट के प्रकार के आधार पर फोटोरेसिस्ट विकसित करते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव फोटोरेसिस्ट होता है फोटोरेसिस्ट के प्रकार के आधार पर यूवी प्रकाश के संपर्क में आने वाला हिस्सा विकास प्रक्रिया द्वारा बना रहता है या हटा दिया जाता है इस विकास में फिर से एम्मा के 26 रसायन शामिल हैं जो सामान्य डेवलपर्स हैं जिनका उपयोग किया जाता है S 1813 और S4562 की तरह बहुत सारे फोटोरेसिस्ट हैं ये सभी मानक फोटोरेसिस्ट हैं संख्याएं उस संख्या को दर्शाती हैं जो फोटोरेसिस्ट की मोटाई के माइक्रोन को कोट करने पर बनती है मान लें कि AZ4562 एक प्रकार का फोटोरेसिस्ट है जिसमें 4562 का मतलब है कि 62 माइक्रोन अंतिम 6 2 है 62 माइक्रोन फोटोरेसिस्ट मोटाई होगी जब इसे लगभग 4500 RPM पर घुमाया जाएगा जो कि 4 5 6 2 है और कहें कि हमारे पास S1813 है तो जैसे कि प्रत्येक फोटोरेसिस्ट के लिए बहुत सारे फोटोरेसिस्ट हैं आपके पास विभिन्न प्रकार के डेवलपर्स हैं तो एक डेवलपर समाधान का उपयोग करें और फिर आप इसे विकसित करें तो यह विकास भी उसी तरह से किया जाएगा जैसा मैंने पहले बताया था आपके विकसित होने के बाद आपको फिर से एक गर्म प्लेट का उपयोग करना होगा जहां आप इसे हार्ड बेक करते हैं यह ऐसा है जैसे फोटोरेसिस्ट रहता है वह उसके ऊपर कठोर हो जाएगा ताकि इसका उपयोग आगे की प्रक्रियाओं जैसे एचिंग के लिए किया जा सके तो पीले कमरे में कौन से मुख्य उपकरण की आवश्यकता होगी आपको वर्कस्टेशन या वर्कबेंच या फ्यूम हुड की आवश्यकता होगी जिसे आप अपने फोटोरेसिस्ट कोटिंग बेकिंग के लिए कॉल कर सकते हैं जैसे डिहाइड्रेशन बेक प्री एक्सपोजर बेक और फिर आपको स्पिन कोटर की आवश्यकता होती है जैसा कि मैंने कहा था कि मशीन एक गर्म प्लेट है तो आप मास्क एलाइनर सिस्टम चाहते हैं और फिर विकास के लिए एक बेंच और आपके लिए लिथोग्राफी प्रक्रिया करने के लिए इतना ही आवश्यक है अब हमें फोटोरेसिस्ट की हार्ड बेकिंग करने की आवश्यकता क्यों है ऐसा इसलिए है क्योंकि हम कहते हैं कि एक बाद की प्रक्रिया है मैं फिर से एक सोना जमा कर रहा हूं मैं फोटोरेसिस्ट एक्सपोजर के बाद हटा रहा हूं मैं सोने का उपयोग करूंगा इसलिए जहां भी फोटोरेसिस्ट सख्त होता है और उस हिस्से के नीचे रहता है वहां सोना हर जगह सुरक्षित हो जाएगा और सोना और क्रोम हटा दिया जाएगा इसलिए एक बार जब वह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है तो आप एसीटोन IAP डुबकी के माध्यम से अपने फोटोरेसिस्ट को हटा सकते हैं फोटोरेसिस्ट जाएगा और जहां भी फोटोरेसिस्ट के नीचे केवल सुनहरा क्रोम रहेगा वह सूक्ष्म निर्माण की आपकी अंतिम प्रक्रिया है जो एक घटाव प्रक्रिया है मुझे उम्मीद है कि सफाई कक्ष की एक छोटी सी यात्रा और उपकरणों के समग्र दृश्य आपके लिए उपयोगी थे आगे के मॉड्यूल में हम आपको अलग अलग उपकरण दिखाने का प्रयास करेंगे